स्वागत है प्रिय प्रतिभागियों इस मॉड्यूल में हम हसी के प्रकारों को देखेंगे पहली प्रकार की मुस्कुराहट जो एलन पीज़ द्वारा संकेतित की गई है वह है टाइट लिप्पेद स्माइल यह मुस्कान सामान्य रूप से प्रदर्शित की जाती है जब लोग अपने विचार खोलना नहीं चाहते हैं वे अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करना चाहते हैं वे अपने विचारों को छिपाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वे मिलनसार लोगों के रूप में आना चाहते हैं जैसा कि आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं होठ पूरे चेहरे पर फैले हुए है और वह एक सीधी रेखा में हैं तो अक्सर आप इस प्रकार की मुस्कुराहट को अत्यधिक सफल लोगों की तस्वीरें और वीडियो देख पाएंगे जो अक्सर सफलता के बारे में और इसके पीछे के मापदंडों बात कर सकते हैं उसी समय हम पाते हैं कि टाइट लिप्पेद स्माइल एक नए समूह में प्रवेश करने वाले के लिए संदेश बन जाती है कि वह व्यक्ति समूह में शामिल नहीं है अगले प्रकार की मुस्कुराहट है ट्विस्टेड और लोप साइडेड स्माइल यहाँ हम पाते हैं कि मस्तिष्क के दोनों पक्षों ने व्यक्ति को परस्पर विरोधी संदेश भेजे हैं यह चेहरे के प्रत्येक पक्ष विपरीत भावनाओं को दर्शाता है बायां मस्तिष्क मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचता है और दाईं ओर मस्तिष्क बाएं हाथ की भौंहों के साथ साथ होंठ और गाल भी उठाता है इसलिए होंठ वगैरह का नीचे की ओर तिरछा होना नकारात्मक भावनाओं और ऊपर की ओर झुकाव का सुझाव देता है कि व्यक्ति नाराज नहीं है लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि यह जानबूझकर भी किया जा सकता है और यह व्यंग्य के साथ साथ कुछ स्थितियों में शर्मिंदगी का संदेश भी भेजता है तीसरे प्रकार की मुस्कान जिसे एलन पीज़ ने प्रदर्शित किया है वह है ड्रॉप जॉ मुस्कानDrop Jaw यह मुस्कान का अतिशयोक्ति है और अक्सर इसे उन लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें लोगों के एक बड़े समूह विशेषकर सार्वजनिक हस्तियों के साथ बातचीत करनी होती है इसलिए वे इस धारणा को दर्शाना चाहते है कि वे खुश हैं आप यह भी पाएंगे कि विभिन्न सामाजिक अवसरों पर इसे अन्य लोगों में शत्रुता या विद्वेष को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो यह एक सकारात्मक मुस्कान का अतिशयोक्ति है मुड़ी हुई मुस्कुराहट के रूप में आप आसानी से इस तस्वीर में देख पा रहे हैं तो इसने खुलेपन के साथ साथ शर्मीलेपन को भी दर्शाया है यह स्वागत की भावना के साथ साथ व्यक्ति के आरक्षित होने की भावना और लोगों से बचने की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है हमें ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा या देखभाल करना चाहते हैं यह मुस्कुराहट राजकुमारी डायना द्वारा अमर कर दी गई है जिसने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है दुखी मुस्कान एक मुखौटा है जो हमें यह सुझाव देने में मदद करता है कि हम वास्तव में दुखी नहीं हैं तो यह इस विचार को पार करने का एक सामाजिक तरीका है की हम अपनी परेशानी साझा नहीं करना चाहते हैं हम अपने दुःख दूसरों के साथ नहीं बाटना चाहते तो यह मुस्कान भी थोड़ी असममित है क्योंकि यह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती और आंखें उदास रहती हैं अमेरिकी व्यवहार में एक खुश मुस्कान पारित की जाती है एक ड्यूचेन मुस्कान को पारित किया जाता है तो यहाँ आप पाएंगे कि वह व्यक्ति जानता है कि वास्तविक में दूसरे के ह्रदय में प्रेम है सामाजिक कर्टसी हो या कुछ अन्य भावनाओं के कारण वह व्व्यक्ति सोचता है की मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं मुस्कुराना चाहिए तो इसे दम्पेनिंग स्माइल कहा जाता है यह मुस्कुराहट तब आती है जब हम जानते हैं कि हम दूसरे की मदद करने की स्थिति में नहीं हैं अगला है क्वालिफायर स्माइल इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें लगता है कि हम दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं है लेकिन एक ही समय में हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को बुरा न लगे यह बुरी खबरों के संचार को आसान बनाता है और यह नकारात्मक पहलू को दूर करने की कोशिश करता है उदाहरण के लिए आप किसी उत्पाद का एक विशेष मॉडल खरीदने के लिए अपनी बारी के इंतजार में एक लंबी कतार में खड़े हैं जब तक कतार समाप्त होती है और आप खिड़की तक पहुँचते हैं उस समय सेल्समैन एक अभ्यास मुस्कान के साथ आप को संदेश देता है तो यह एक क्वालिफायर स्माइल है तो यह अक्सर हमारे लिए परेशानी दे सकती है क्योंकि हम वापस मुस्कुराते है लेकिन हम उस स्थिति में मुस्कुराना नहीं चाहते है इसी तरह हमारे पास एक मुस्कान है जो हमारी अवमानना को दर्शाता है यह घृणा और आक्रोश का मिश्रण है और यह कुछ प्रमुख मतभेदों के साथ सच्ची खुशी की मुस्कान के लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि होंठ के कोने अपेक्षाकृत कड़े दिखाई देते हैं यह अवमानना मुस्कान तब आती है जब हम सामाजिक परिस्थितियों में होते हैं और इसी तरह से यह मुस्कान आप तब देखते हो जब आप इसका उपयोग नकारात्मक भावनाओं को छिपाने के लिए किया जाता है एक अन्य प्रकार की मुस्कान जो फिल्मों का प्रधान बन गई है वह है एंग्री एन्जॉयमेंट स्माइल जर्मन शब्द है और यह मोटे तौर पर एक दुर्भावनापूर्ण खुशी या खुशी के रूप में दूसरे लोगों का दुर्भाग्य अनुवाद करता है तो यह रोमांच या आत्म संतुष्टि की अभिव्यक्ति है जब हमें पता चलता है कि दूसरे व्यक्ति को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अक्सर हम पाते हैं कि अलग अलग लोगों में इस भावना के कारण अलग अलग होते हैं कभी कभी हम पाते हैं कि सामाजिक या सांस्कृतिक मुद्दे हो सकते हैं और कभी कभी हम पाते हैं उदाहरण के लिए हम महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति अचानक अनैतिक तरीके से अचानक अमीर और प्रभावशाली बन गया है और जब कुछ वर्षों के बाद कानून उस तक पहुंचने में सक्षम होता है तो हम हम किसी प्रकार का आनंद महसूस करते हैं और यह मुस्कान आती यह मुस्कान जटिल भावनाओं को छिपाती है यह आक्रामक भावनाओं को छुपाती है यह प्रतिद्वंद्विता की भावना से आगे निकल सकता है जब भी प्रतिद्वंद्वी को हराया जाता है इस मुस्कान को दूसरों से छुपाना हमेशा आसान नहीं होता है जब हम अकेले होते हैं तो हम इन सभी स्थितियों में बहुत खुश तरीके से मुस्कुराते हैं हम ऐसे समय में दुचंने मुस्कान करते है लेकिन जब हम दूसरों की उपस्थिति में होते हैं तब हम वातानुकूलित हो जाते हैं और बहुत खुशी दिखाना नहीं चाहते है क्योंकि मूल रूप से हम सभी सामाजिक लोग हैं देख रहा है हम अपनी आनंद की इस भावना को छिपाने की कोशिश करते हैं हमारी आँखें सच्ची भावनाएँ व्यक्त करेंगी लेकिन मुस्कराहट होगी लेकिन हमारे चेहरे पर इस मुस्कराहट की कमी होगी जो इसका एक मुख्य अंग बन गया है आइये अब पोलाइट स्माइल के बारे में बात करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि विनम्रता स्वैच्छिक है लेकिन साथ ही यह हमारे सामाजिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है पोलाइट स्माइल इस विचार को व्यक्त करती है कि विभिन्न स्थितियों में अन्य लोगों की भावनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम कैसे मुस्कुराते हैं यह भी एक दिलचस्प उदाहरण है कि हम सामाजिक अशुद्धियों असहजताओं को कैसे दूर करने में सक्षम है उदाहरण के लिए हमने एक साथी व्यक्ति की पोशाक पर गलती से पानी गिरा दिया और हम उसका नाम भूल गए हैं तो हमारी मुस्कान मुस्कान हमें इन स्थितियों की अजीबता को दूर करने में मदद करती है अध्ययनों ने यह भी सुझाव दिया है कि हमारी बातचीत में हम उन लोगों को अधिक क्षमा करना पसंद करते हैं जो इस तरह की मुस्कान की मदद से अपनी शर्मिंदगी दिखाते हैं हमारी मुस्कुराहट और इसकी समझ से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सांस्कृतिक समझ है हम पाते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में एक मुस्कान का अलग तरीके से अभ्यास किया जाता है हम सभी संस्कृतियों में सभी मनुष्यों के साथ साथ डचेन और सामाजिक मुस्कान दोनों का प्रदर्शन करते हैं हम यह भी पाते हैं कि मुस्कान कैसे उत्पन्न होती है यह हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है अमेरिकियों की तुलना में ब्रिटिश शायद सामाजिक मुस्कान का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं डाचर केल्टनर के अध्ययन में यह बताया गया है कि ब्रिटिश अक्सर अमेरिकी साझेदार की तुलना में एक सामाजिक मुस्कान पास करते हैं यह कुछ शोधों में बताया गया है कि ब्रिटिश अधिक ड्यूचेन मुस्कान के बजाय सामाजिक मुस्कान का उपयोग करते हैं एक सामाजिक मुस्कान जिसे समाज की राजनीतिक चिंताओं के लिए अपनाया जाता है

इस वाक्यांश को सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान भावनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है और लोग इसे कैसे महसूस करना या सीखना चाहते हैं और इसे अपनी शारीरिक भाषा में व्यक्त करते हैं एक अन्य शोध जो इस विचार का समर्थन करता है वह है कारमेन जुडिथ नाइन कर्ट यह अनकहा संचार का एक हिस्सा है वह लिखती हैं कि एंग्लो संस्कृति मित्रवत मुस्कान का उपयोग करती है लेकिन शायद ही कभी गंभीर स्थितियों में उदाहरण के लिए जब लोग बहुत कम मुस्कुराते थे जब वे कक्षा या कार्यालय में होते है इसी तरह इस शोध में बताया गया है कि लैटिन अमेरिकी देशों में मुस्कुराहट कई मौखिक अभिव्यक्तियों की जगह लेती है आप कैसे हैं लैटिन अमेरिका में एक व्यक्ति शायद एक व्यक्ति का मुस्कुराना पसंद करेगा और कृतज्ञता मौखिक रूप से कुछ संस्कृतियों में और कुछ संस्कृतियाँ में औपचारिक और अवैयक्तिक लग सकती है यदि कोई मित्र इन भावनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करता है तो इसे माना जाएगा की वह दूसरे दोस्त क अस्वीकार कर रहा है क्रॉस कल्चरल इफेक्ट्स भी दूसरे के व्यवहार की व्याख्या करता हैं अगर किसी को सांस्कृतिक अंतर और उनकी मुस्कान के बारे में जानकारी नहीं है तो यह आसान है उदाहरण के लिए एक ब्रिटिश चूक सकता है की उसका लैटिन अमेरिकी दोस्त बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है या कुछ स्थितियों में अनुचित हस रहा है और पोलैंड के बारे में एक लोकप्रिय गाइडबुक के ब्रिटिश लेखकों ने पर्यटकों को चेतावनी दी है कि पोलैंड में अजनबियों पर मुस्कुराहट मूर्खता का संकेत मानी जाती नॉर्वेजियन सरकार ने हास्यपूर्वक समझाया की नॉर्वेजियन संस्कृति में जब नार्वे में सड़क पर मुस्कुराते हुए अजनबी को देखा जाता है तो यह पागलपन का संकेत है इन दिशानिर्देशों का अर्थ बहुत अधिक नहीं हो सकता है लेकिन वे हमारी सांस्कृतिक अंतर के महत्व को समझने में सहायता करते हैं मुस्कान का दूसरा पहलू बहुत अधिक मुस्कुराहट से संबंधित है डार्विन ने बेवकूफों के बड़े वर्ग के बारे में भी लिखा है जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं बिना किसी कारण के साथ मुस्कुराना मूर्खता की निशानी है हालांकि उनकी मुस्कान को खुशी की सार्वभौमिक अभिव्यक्ति माना जाता है प्रमाण बताते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हम कैसे मुस्कुराते हैं हम कितना मुस्कुराते हैं उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने पाया है कि जर्मन संस्कृति में दोस्तों के लिए एक मुस्कुराहट आरक्षित है जो उदाहरण जब कोई बीमारी से निपट रहा हो या अस्पताल में हो इसकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया वह है जो बिना मुस्कुराहट के साथ आरक्षित है पारंपरिक चीनी परिवारों में भी मुस्कुराहट का उपयोग परिवार और दोस्तों के बीच बड़े पैमाने पर किया जाता है लेकिन औपचारिक स्थितियों में यह सीमित हो सकता है इसी तरह की प्रवृत्ति कुछ शोधकर्ताओं द्वारा वियतनामी समुदाय में देखि गई है जहां उन्होंने पाया है कि मौन या कई एशियाई संस्कृतियों में हम पाते हैं कि एक मुस्कान छोटे अपराध की माफी के लिए एक अभिव्यक्ति हो सकती है यह हमारे अधिकार के अंतर को भी इंगित कर सकता है यह दर्द संकट वगैरह की कठिन भावनाओं को भी कवर कर सकता है और यह यह वीडियो हमें मुस्कान में सांस्कृतिक विविधताओं को समझने में बहुत मदद करता है अमेरिका में आने वाले पर्यटकों के लिए एक ट्रैवलर सलाह यह है की अमेरिकि अजनबियों को देख कर बहुत मुस्कुराते हैं तो अमेरिकी इतना क्यों मुस्कुराते हैं और यह क्यों हर किसी के लिए इतना अजीब है अमेरिकियों को तब भी मुस्कुराहट आती थी जब कोई कारण न हो जब आप एक अमेरिकी को मुस्कुराते हुए देखते है वे खुश आत्मविश्वास या तटस्थ महसूस कर सकते हैं कई बार यह किसी और को सहज महसूस कराने के लिए एक विनम्र तरीका है इसलिए जब हम अपने हाथों और उंगलियों के इशारे का इस्तेमाल इसके साथ करते हैं तब यह मूल्यांकनकर्ता इशारा बन जाता है हालांकि अन्य देशों में बिना किसी कारण के मुस्कुराहट आपको एक प्रकार का गूंगा बना सकती है शोधकर्ता ने जापान भारत दक्षिण कोरिया और रूस जैसे देशों में मुस्कुराते हुए चेहरे अस्थिरता वाले देशों के स्तर के बीच और मुस्कुराते हुए बेवकूफ के बीच एक संबंध है भविष्य के अनिश्चित होने पर आप इतना आश्वस्त और खुश कैसे हो सकते हैं इसलिए रूढ़िवादी रूप में रूस जैसे देशो में तस्वीरों में मुस्कुराना वास्तव में नहीं जब नब्बे के दशक में मैकडॉनल्ड्स रूस में स्थापित हुआ तो उन्हें अपने कर्मचारियों को मुस्कुराने का तरीका प्रशिक्षित करना पड़ा था बॉडी लैंग्वेज का एक और पहलू जिसे मैं आज के मॉड्यूल में कवर करना चाहता हूं वह है सिर से संबंधित कई इशारे स्वीकृत अर्थ की स्पष्ट श्रेणियों में आते हैं और सिर का हिलना और इसका एक प्रमुख अशाब्दिक तरीका है जिससे की हम हमारी भावनाओं संदेशों वगैरह का संचार करते हैं आम तौर पर प्रतिज्ञान या हां को इंगित करने के लिए एक सकारात्मक इशारा आमतौर पर अधिकांश संस्कृतियों में सही नहीं माना जाता है तो तुम यह पाएंगे कि दोनों को जन्मजात इशारों के लिए माना जाता है लेकिन हालाँकि नोड को समझा जाना चाहिए और यह सामाजिक और सांस्कृतिक व्याख्याओं पर निर्भर करता है लेकिन अधिकांश संस्कृतियों में हाँ को नहीं माना जाता है और शेक को नहीं माना जाता हालाँकि समाजों के कुछ खंड और कुछ संस्कृतियाँ हैं जिनमें नोड को नहीं माना जाता है और शेक को हां माना जाता है लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे जिसमे आम तौर पर सर को हिलाना हाँ और इसे संरेखित करना नहीं के रूप में माना जाता है एक हेड नोड का उपयोग हमारे समझौते को दर्शाता है जब हम अन्य लोगों से बात कर रहे होते हैं यह भी दिखाते हैं कि हम उनके विचारों को समझने में सक्षम हैं उसी समय हमारी नॉड्स हमारी भावनात्मक स्थिति को दर्षाता हैं तो इस लयबद्ध कतार की पुष्टि के लिए और अन्य संबंधित भावनाओं को पारित करने के लिए अक्सर मुस्कुराहट या उसकी अनुपस्थिति अनुमोदन या समझौते के संबंधित संकेत हैं डबल नोड स्पीकर को भाषण की गति को बढ़ाने के लिए कहता है हेड नोड्स या एक एकल धीमी गति के कारण स्पीकर ताल में व्यवधान पैदा हो सकता है क्योंकि स्पीकर को अचानक इस तरह के नोड के लिए आकर्षित किया जा सकता है और स्पीकर के हिस्से पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उसे लग सकता है कि यह अपने जवाबों को जल्दी करने के लिए अशाब्दिक कतार का संकेत है तेजी से सिर को हिलाना आम तौर पर एक अशिष्ट व्यवहार के रूप में माना जाता है इसे बातचीत पर हावी होने का प्रयास भी समझा जाता है यह स्पीकर का ध्यान रखता है और इसे सुनने वाले को स्थानांतरित करता है एक विनम्र और चौकस नोड भी अच्छे सुनने के कौशल से संबंधित है यह ऐसा है जिस तरीके से हम स्पीकर या जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे संकेत देते हैं कि हम जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसमें रूचि रख रहे हैं हम उनके साथ लगे हुए हैं और वे अपनी बात कह सकते हैं और यदि यह सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो हम पाते हैं कि यह स्पीकर को अपने विचारों को संतोषजनक तरीके से पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति देता है हेड नोड एक विशेष भावना का सुझाव है उसी समय हम यह भी पाएंगे कि वे पारस्परिक योग्यता के निर्णयों से भी जुड़े हैं और कई शोधकर्ताओं ने इन व्याख्याओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है और मैं इनमें से कुछ शोधकर्ताओं को उद्धृत करता हूं ने इंटरेक्टिव प्रक्रियाओं की जांच की है जो साक्षात्कारों में अंतर्निहित हैं और क्लोरे द्वारा किए गए एक अध्ययन में जो उन्होंने कॉलेज के छात्रों पर अधिक मूल्यांकन करने के लिए किया है की सौ से अधिक अशाब्दिक व्यवहार उनके लिए कितने पसंद या नापसंद हैं कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि लोग लोगों को अधिक माफ करना पसंद करते हैं कई इसमे नोड्स और शेक को कैरियर अधिकारियों के एक अध्ययन में भाग लेने वाले सूक्ष्म परामर्श से गुजर करने वालों ने अत्यधिक रेट किया गया था डिक्सन ने पाया कि साक्षात्कारकर्ता के सिर को हिलाने का उपयोग अनुभवी न्यायाधीशों द्वारा मूल्यांकन के रूप में किया गया हाल के एक शोध में इस सह क्षेत्र ने ध्यान दिया है कि श्रोता द्वारा सिर हिलाना स्पीकर के कुल मौखिक आउटपुट को सुझाव देता है और यह स्पीकर द्वारा प्रोत्साहित किया गया है जब हम अपनी वार्ता को ख़तम करना चाहते हैं तब सिर हिला देना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विशेष रूप से जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ साथ अपने रिश्ते में सहायक होते हैं तब सिर का इशारा संवाद के समापन पर महत्वपूर्ण हो जाता उन्हें जारी रखने के लिए व्यापक रूप से तत्पर हैं और यह दुनिया भर में उपयोग किया जाता है विभिन्न पेशों में आप पाएंगे कि सिर हिलाना एक कला के रूप में सोचा गया है तो सिर के इशारों के प्रभाव को मजबूत करता है और अच्छी तरह से प्रलेखित करता है और इसका लगातार उपयोग लगभग सभी सामाजिक पेशेवर सुनने और समझौते के एक संकेतक के रूप में किया जाता है इस वीडियो में हम नोड के महत्व का दिलचस्प सारांश देख सकते हैं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य दो संकेत उपयोग करते हैं हेड नोड एंड शेक सहमत और असहमत और इसके अलावा गति की दिशा ऊपर और नीचे या बाएँ और दाएँ ताल और गति भी बहुत जरूरी हैं एक धीमी गति का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसी चीज से सहमत होते हैं जिसे हम देखते हैं या सुनते हैं उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज के बारे में व्याख्यान दे रहा है और हम उसकी राय साझा करते हैं यदि हम असहमत हैं तो हम धीरे धीरे अपने सिर हिलाते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता उच्च लय के साथ सिर हिलाते हुए देखा जा सकता है जब असहमति का उच्च स्तर होता हैऔर तेज लय का मतलब है हां कृपया जारी रखें मैं यह अक्सर बैठकों में देखता हूँ जब मैं कुछ समस्या के लिए तत्काल समाधान का प्रस्ताव रखता हूं नोडिंग स्पीकर और श्रोता दोनों द्वारा वार्तालाप के दौरान भी उपयोग किया जा सकता है यदि हम किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं और "हाँ मैं समझ रहा हूँ या मैं सुन रहा हूँ कृपया आपयह दिखाता है कि हम ध्यान दे रहे हैं और इसमें स्पीकर में दिलचस्पी है और वक्ता के रूप में हम श्रोताओं को सहमत करने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से रखे गए नोड्स का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक बयान देने या एक बयानबाजी सवाल पूछने के बाद हम चाहते हैं कि हम श्रोता को सुझाव न दें यह सुनने वालों को दिलचस्पी दिखाने के लिए बहुत प्रभावी है यदि हम एक वार्तालाप भागीदार को दिखाते हैं कि हम उनकी बात में रुचि रखते हैं और अनुमोदन करते हैं कि वे क्या कहते हैं वे और अधिक बातूनी हो जाते हैं वे चीजों की पृष्ठभूमि या मौजूदा लिंक के बारे में और खुल कर बात करते हैं यह और वार्तालाप की बात भी खोलता है अगर हम वहाँ दस मिनट के लिए चुपचाप बैठे और एक ही सवाल पूछा हम यह कहा जाता है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए सिर हिलाना एक अच्छा संकेत है आइये अब हम संक्षेप में सिर के झुकाव के मतलब को समझे और अब हम सिर के दाहिने और बाएं हाथ पर झुकाव की चर्चा करेंगे हम पाते हैं कि हमारा सिर शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि हमारे पास एक लचीली गर्दन संरचना है हम इसे मोड़ सकते है यह आगे हो सकता है हम अपना सिर वापस ले सकते हैं हम इसे बग़ल में झुका सकते हैं हम इसे आगे और पीछे भी कर सकते हैं हमारे विभिन्न झुकाव लोगों का उनके सिर को बाएँ या दाएँ हाथ की ओर झुकाना आम बात है जबकि वे अपनी रूचि की चीज़ देख रहे हैं या वे कुछ दिलचस्प सुन रहे हैं आम तौर पर यह सौम्य और विनम्र रुचि का संकेत माना जाता है लम्बा या गहरा झुकाव सहानुभूति पैदा करता है उसी समय हमारा सिर संवाद के दौरान झुका चाहे वक्ता के रूप में या श्रोता के रूप में दाईं या बाईं ओर झुका है यह भी हमारे विचार प्रक्रियाओं के बारे में कुछ सुरागों पर पहलू डालता और हम बाद में इस मॉड्यूल के दौरान इसकी चर्चा करेंगे मैं एलन पीज का जिक्र फिर से करूंगा उन्होंने सुझाव दिया है कि तीन बुनियादी प्रमुख पद हैं जो किसी भी बातचीत के दौरान एक स्थायी धारणा छोड़ते हैं वह है सिर का ऊपर होना सिर का झुकाना और सिर को नीचे करना हेड अप एक स्थिति है जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जो सामान्य रूप से एक तटस्थ रवैया रखता है आम तौर पर अगर यह हमारे हाथों और उंगलियों के हिलने से समर्थित या संशोधित नहीं है इनमें से कुछ हम तब देखेंगे जब हम हाथों और उंगली की स्थिति और इशारों के बारे में बात करेंगे जब ठुड्डी को ऊपर उठाकर सिर को ऊपर उठाया जाता है तो यह बहुत मजबूत आत्मविश्वास श्रेष्ठता की भावना अहंकार की भावना और निडर रवैया का स्व संकेत देता है पीज़ ने टिप्पणी की है कि जो लोग इस मुद्रा को अवचेतन तरीके से अपनाते हैं वे सुझाव देते हैं की दूसरे लोगों से नहीं डरते हैं आम तौर पर इसे श्रेष्ठता और अहंकार का संकेत माना जाता है लेकिन बहुत बार हम सिर को झुकाना अक्सर एक पर्याप्त संकेत माना जाता है क्योंकि यह हमारी गर्दन को अन्य लोगों के लिए उजागर करता है चार्ल्स डार्विन इस एसोसिएशन को नोट करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके पास सुझाव दिया था कि मनुष्य के साथ साथ जानवर भी अपने सिर को एक तरफ झुकाते हैं जब वे किसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं और आक्रामक नहीं होते हम पाते हैं कि एक लिंग आधारित पहलू भी स्थापित है जब हम सिर झुकाव की बात करते है पिछली कई शताब्दियों में चित्रों के अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में सिर के झुकाव के अधिक उपयोग में चित्रित किया जाता है महिलाओं को भी अक्सर विज्ञापन में उनके सिर को झुकाते हुए दिखाया जाता है शोधकर्ताओं ने हमें बताया कि यह विभिन्न समाजों में पुरुषों से तीन गुना अधिक है यह आमतौर पर एक यौन रुचि के इशारे के रूप में माना जाता है पुरुषों के साथ व्यापार वार्ता में यदि सिर का झुकाव बहुत बार दिखाया जाता है तो इसे अक्सर प्रस्तुत करने का संकेत माना जाता है या आपके द्वारा स्वीकृति का संकेत होता है इसलिए महिलाओं को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से किसी भी वार्ता के दौरान अपना सिर ऊपर रखें यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि किस प्रकार का विचार पैटर्न अन्य लोगों के दिमाग में एक प्रस्तुति के दौरान चल रहा है जब आप एक दर्शक को अपने सिर को झुकाते हुए हाथ को ठोड़ी में ले के आगे झुकते हुए देखते हैं यह जब आप दूसरों की बात सुनते हैं तो हम सिर झुकाते और हिलाते हैं तोह व्यक्ता आपके प्रति विश्वास करना शुरू कर देगा और या तो दाहिने हाथ या बाएं हाथ की तरफ सिर झुकाएंगे यदि सिर दाईं ओर झुका हुआ है तो आप अधिक खुला महसूस करेंगे क्योंकि आप मस्तिष्क के रचनात्मक हिस्से में हैं यदि आपका सिर बाईं ओर झुकता है तो आप बौद्धिक रूप से विश्लेषण करने की संभावना रखते हैं 2006 के एक अध्ययन में पाया गया कि अपने सिर को दाईं ओर झुकाना आपको ईमानदार और भरोसेमंद बनाता है और अपने सिर को बाईं ओर झुकाना आपको अधिक मोह लेने वाला बनाता है इसलिए विकल्प यह है की आप या तो एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में सामने आते है या अधिक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में आते हैं सिर को झुकाना अक्सर विश्वास की निशानी के रूप में देखा जाता है इसे सहानुभूति का एक संकेत भी माना जाता है क्योंकि यह मूल रूप से एक गैर धमकी वाला इशारा है जैसा कि हमने चर्चा की है पिछली स्लाइड में चर्चा की है इसे विनम्रता के हस्ताक्षर के रूप में भी लिया जा सकता है राजकुमारी डायना ने भी इस विशेष सिर के इशारे को बहुत प्रसिद्ध बनाया है एक मोहक और फोटोग्राफिक मुद्रा है हालाँकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे उदासी के अपने भाव का प्रक्षेपण के रूप में भी पढ़ा है सिर और ठोड़ी नीचे की और झुकाना एक नकारात्मक और निर्णयात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है यह यह भी सुझाव देता है कि व्यक्ति में कुछ आक्रामकता मौजूद है जो इसे विशेष स्थिति में प्रदर्शित कर रहा है महत्वपूर्ण मूल्यांकन क्लस्टर सामान्य रूप से सिर नीचे होने के साथ बनते हैं और हम पाते हैं कि इस स्थिति के साथ हाथ और उंगलियों का जुड़ाव या तो इसे आगे बढ़ता है या काम करता यदि संवाद में कोई व्यक्ति इस विशेष इशारे या मुद्रा को अपनाना जारी रखता है तब इसे प्रतिक्रिया के अभाव के रूप में लिया जाना चाहिए वह व्यक्ति संवाद में शामिल नहीं होना चाहता है इसलिए पेशेवर प्रस्तुतकर्ता और प्रशिक्षकों को अक्सर दर्शकों द्वारा सामना किया जाता है जो तो जो लोग अनुभवी हैं वह अपनी वार्ता को शुरू करने से पहले दर्शकों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए कुछ कार्रवाई करते हैं और फिर अपनी वार्ता शुरू करते हैं हम व्यक्ति में कुछ भागीदारी शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के आइसब्रेकर का उपयोग कर सकते हैं तो अगर हमारी रणनीति है सफल रहती है तो दर्शक सिर को ऊपर उठाने में सक्षम होंगे यह शुरुआती बिंदु होगा जब दर्शकों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है इस विशेष वीडियो में सिर झुका हुआ है और उनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया है सिर की स्थिति सिर का झुकाव श्रोताओं के अलावा दूसरा तरीका नहीं है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं दर्शकों की दिलचस्पी को इंगित करने के लिए

क्योंकि मेरे विचार में यह संकेत वहां से उत्पन्न हुआ है और मजेदार बात यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं सबसे विवादास्पद संकेतों में से एक है मूल्यांकन इशारे हैं कि लोग वार्तालाप में ध्यान दे रहे हैं झुका हुआ सिर की कैरोटिड आर्टरी को उजागर करता है और यह सबमिशन और भावनाओं का संकेत हो सकता है मैं आपको बताती हूँ कि सिर के झुकाव के साथ मेरे अनुभव क्या हैं मैं श्रोताओं में सिर के झुकाव का विकल्प देख रही थी और लगभग एक साल के बाद मुझे केवल दो प्रतिक्रियाएं देखी दी पहला कुछ भी नहीं और दूसरा भ्रम जिस क्षण मैंने अपना सिर झुकाया मैंने तुरंत पाया की सब भ्रमित हो गया है उदाहरण के लिए हाउ आई मेट योर मदर नामक शो के सीज़न दो के एपिसोड सात में टेड नामक नायक द्वारा वर्णित है की उसका सिर भावना के प्रदर्शन के लिए झुका हुआ था इसे इसे दिलचस्पी की निशानी के रूप में वर्णित किया जाता है मैंने कुत्ते की एक तस्वीर दिखाई इस वीडियो में सिर के झुकाव की व्याख्या एक सेवानिवृत्त एफबीआई एजेंट नवारो द्वारा प्रस्तुत की गई है उनका पेशेवर अनुभव इसे बहुत मूल्यवान अंतर्दृष्टि बनाता है हेड झुकाव शायद आराम का सबसे अच्छे संकेतक में से एक है शायद मुस्कुराहट की तुलना में अधिक शक्तिशाली भी है क्योंकि ज्यादातर लोग नकली मुस्कुरा सकते हैं लेकिन सिर हम तभी झुकाते हैं जब हम वास्तव में सहज होते जब कोई वास्तव में हम पर विश्वास करता है और वे सहज होते हैं तब वे अपना सिर झुकाएंगे हम एक प्रजाति के रूप में अपनी गर्दन को उजागर जब तक नहीं करते हैं जब तक कि हम वास्तव में सहज नहीं होते वास्तव में आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने कुछ नकारात्मक उल्लेख किया है तो तुरंत दूसरे इंसान का सिर पॉप उप हो जाएगा क्योंकि यह एक जीवित प्रतिक्रिया है मैं अपनी गर्दन को बेनकाब नहीं करूंगा अपनी चर्चा के दौरान मैंने उन प्रमुख पदों को शामिल करने की कोशिश की है जो हमारा सिर लेता है और हमारी प्रमुख प्रकार की मुस्कुराहट इसके कई अन्य पहलू हैं जो चर्चा से बाहर रह गए हैं उनमें से कई को तब लिया जाएगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे